सभी को नमस्कार इस व्याख्यान में हम मूल रूप से विभिन्न प्रकार के डिजिटल एलिवेशन मॉडल और उनसे जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे और हम विभिन्न प्रकार के रिज़ॉल्यूशन को देखेंगे जो रिमोट सेन्सिंग और जीआईएस में उपयोग किए जाते हैं विशेष रूप से हम स्थानिक रिज़ॉल्यूशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे स्थानिक रिज़ॉल्यूशन का अर्थ क्या है और कैसे इसके बदलने के साथ डेटा या डिजिटल एलिवेशन मॉडल बदलते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल को जब हम रेस्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यह एक सतह के रूप में दिखायी पड़ता है और यह एक तंत्र का रूप ले लेता है प्रत्येक सेल का एक मान होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्टर में प्रत्येक सेल या पिक्सेल का केवल एक ही मूल्य हो सकता है यहाँ यदि हम एलिवेशन के मूल्य को मानते हैं तब हम इसको डिजिटल एलिवेशन मॉडल बोलते हैं लेकिन कभी कभी लोग डिजिटल टेरेन मॉडल शब्द का उपयोग भी करते हैं मूल रूप से यह एक गणितीय सतह है जो अंतर्वेसन के माध्यम से भी बनाई जा सकती है या डिजिटल एलिवेशन मॉडल का रिमोट सेंसिंग के डेटा के विश्लेषण में भी उपयोग किया सकता है सेल के आकार के आधार पर रिज़ॉल्यूशन तय किया जाता है और यह यहाँ इस उदाहरण में एक सेल और भी भागों में विभाजित किया गया है यहां यह सबसे छोटी इकाई हैं और इसका अपना एक मूल्य होगा और इसलिए यदि आपके पास पूरा तंत्र इस आकार का है तो स्थानिक रिज़ॉल्यूशन का मूल्य अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा लेकिन इस समय ये भी देखना होगा कि सेल में डेटा की मात्रा छोटी होती है और डेटा की मात्रा सेल के आकार के अपेक्षा बहुत अधिक होती है जोकि एक है ध्यान में रखने वाली बात है पिक्सल या सेल एक छवि या तंत्र में कितनी बारीकी से समाधित हैं इसी को स्थानिक रिज़ॉल्यूशन कहा जाता है और यह छवि या तंत्र बनाने वाली प्रणाली पर निर्भर करता है यदि आप अंतर्वेसन तकनीक से पॉइंट डाटा का उपयोग करके एक सतह बना रहे हैं तो इस स्तर पर हम सतह के रिज़ॉल्यूश के अनुसार मानचित्र इकाई को निर्धारित कर सकते हैं लेकिन उपग्रह से मिलने वाले आँकड़ों के मामले में हम डिजाइन प्रक्रिया के दौरान ही यह तय कर सकते हैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल के बारे में दो तीन बातें विशेष रूप से बताना चाहूंगा क्योंकि आजकल सम्पूर्ण ग्लोब के लिए विभिन्न प्रकार के रिज़ॉल्यूशन में डिजिटल एलिवेशन मॉडल स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है पहले यूएसजीएस डीईएम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थाऔर शुरूआत में ये 1 किलोमीटर के रिज़ॉल्यूशन में उपलब्ध था अब यह डीईएम समोच्च लाइनों और टोपोशीट्स का उपयोग करके बनाया जाता है इन समोच्च लाइनों को अंतरास्थित करके सतह को बनाया जाता है यहाँ अंतरास्थित विधि का प्रयोग किया जाता और आँकड़ासंचय का स्रोत टोपोशीट्स है एसआरटीएम या सैटेलाइट रेडार टॉपोग्राफिक मिशन एक डीईएम है मूल रूप से यह नासा का 20 दिनों का मिशन था जिसमें रिमोट सेंसिंग की एसएआर इंटरफेरोमेट्रिक तकनीक का उपयोग हुआ था और ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा पूरे विश्व का लगभग 90 प्रतिशत भाग का परीक्षण हुआ था और इस डीईएम ने पूरे विश्व के लिए दो अलग अलग रिज़ॉल्यूशन तैयार किए एक 90 मीटर का और दूसरा 30 मीटर का हम जिस विधि की बात कर रहे हैं वो है इनसार एसएआर इंटरफेरोमेट्री को हम संक्षेप इनसार कहते हैं तीसरे प्रकार का डिजिटल एलिवेशन मॉडल जोकि पूरे विश्व के लिए उपलब्ध हैं को एएसटीईआर डीईएम या एएसटीईआर जीडीईएम कहा जाता है यह 30 मीटर के रिज़ॉल्यूशन में उपलब्ध है जब मैं 30 मीटर रिज़ॉल्यूशन कहता हूं कि तो इसका मतलब है कि स्थानिक रिज़ॉल्यूशन 30 मीटर है और स्टीरियो पेयर तकनीक का उपयोग किया गया है यह तकनीक भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह जैसे कार्टोसैट तथा अन्य के साथ भी निहित हो सकती है हम इस तकनीक से 4 मीटर स्थानिक रिज़ॉल्यूशन का डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना सकते हैं ये निर्बाध रूप से उपलब्ध हैं और यह आपको इसे लागत लगा के बनाना होगा तो ये मॉडल सारे डिजिटल एलिवेशन मॉडल में उपलब्ध हैं उनकी उत्पत्ति अलग है और उनका रिज़ॉल्यूशन अलग हैं अब मूल रूप से यह इस पर निर्भर करेगा की आपको डिजिटल एलिवेशन मॉडल किस प्रयोजन के लिए चाहिए यदि आप एक बड़े क्षेत्र का परीक्षण करने जा रहे हैं तो अपेक्षाकृत छोटे स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के डिजिटल एलिवेशन मॉडल की आवश्यकता होगी लेकिन अगर आप छोटे क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के डिजिटल एलिवेशन मॉडल का उपयोग करना चाहिए क्योंकि परीक्षण का क्षेत्र कम होने है जैसा हम जानते हैं कि उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन छवि में स्पष्टता लाता है यदि हम अपेक्षाकृत बड़े रिज़ॉल्यूशन के लिए जाते हैं तो दो उदाहरण यहां दिए गए हैं कि पहले 30 किलोमीटर की सेल और दूसरे में 110 किलोमीटर की सेल जिसमें हम शायद ही कुछ देख सकते हैं इसलिए यह प्रयोजन पर निर्भर करता है जिस पर आप काम कर रहे है लेकिन कभी कभी जैसा की यहां इस में एक जलवायु मॉडल में दिखाया गया है क्योंकि जलवायु के अध्ययन में आप हैं पूरे ग्लोब को देखेंगे और इसलिए 30 मीटर या 1 किलोमीटर के रिज़ॉल्यूशन के लिए यह आँकड़े संभालने के लिए बहुत मुश्किल होगा और हो सकता है कि आप जलवायु परिवर्तन मॉडल के माध्यम से जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएँ तो आप बड़े रिज़ॉल्यूशन आँकड़े के लिए जा सकते हैं और इसलिए आपको उद्देश्य पता होना चाहिए जिसके अनुसार स्थानिक रिज़ॉल्यूशन मॉडल का आप उपयोग कर पाएँ यह उदाहरण यह भी दर्शाता है कि जब 100 X 100 क्रम के रिज़ॉल्यूशन से देखते हैं तो आर अक्षर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है और जब इन सेल की संख्या कम हो जाती है जैसे 5 X 5 क्रम के रिज़ॉल्यूशन तो अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसके बीच एक छोटे आकार की सेल की तरफ़ जाने से कुछ सुधार होता दिख रहा है डीईएम पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह डिजिटल एलिवेशन मॉडल और इसकी प्रत्येक सेल एक रेस्टर है और इस तंत्र के प्रत्येक सेल का एक मूल्य है जो की ऊँचाई को प्रदर्शित करता है अब सेल का मूल्य विभिन्न तकनीकों से आ सकता है जिनकी हमने चर्चा की मूल रूप से यह एक सतह है जोकि किसी स्वेछित आधार से ऊंचाई के मूल्यों के स्थानिक वितरण को दर्शा रहा है आम तौर पर हम समुद्रतल के ऊपरी भाग को दर्शाते हैं और डीईएम एक सतह है जबकि भू जल मिट्टी के रासायनिक गुण या पानी हो सकता है जो भी घटनाएँ जो कि दूरी के साथ बदलती हैं इसी अवधारणा का उपयोग करके हम उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं इसे हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल के बजाय सरल सतह भी कह सकते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल का एक उदाहरण यहां दिया गया है और इस मॉडल में ऊँचाई 95 मीटर से 3070 मीटर के बीच में है और आप तब कुछ रंगों को निर्धारित कर सकते हैं जैसे स्लेटी रंग यहां सबसे ज़्यादा मूल्य के लिए सफेद रंग और कम मूल्य के लिए के लिए गहरे रंग हैं और शेष मूल्यों को बीच में रख सकते हैं जब आपका इलाक़ा छोटे क्षेत्र में है और कुछ इस तरह के बदलाव के साथ है तो आप यहां मूल्यों के साथ साथ चरम जाल को आसानी से देख सकते हैं अब डीईएम के स्रोतों को देखते हैं कुछ निर्बाध रूप से उपलब्ध डीईएम जिनको मैंने पहले ही बताया है आप आंकड़ों को अंकिकृत कर सकते हैं या समोच्च लाइनों को अंकीय टॉपोशीट के विभिन्न प्रकारों की मदद से बिंदुओं में परिवर्तित कर सकते हैं और जीआईएस में अंतर्वेसन का उपयोग करके आप सतह बना सकते हैं अंतर्वेसन के माध्यम से आप डीईएम बना सकते हैं या यूएसजीएस डीईएम एसआरटीएम 1 किलोमीटर और साथ ही 90 किलोमीटर को मुफ्त में अधोभारण कर सकते हैं मुफ़्त डीईएम जैसे यूएसजीएस डीईएम के साथ भारतीय परिपेक्ष में समस्याएँ हैं क्योंकि इसमें निशान दिखते हैं चूँकि ये डीईएम अंतर्वेसन के माध्यम से बनाए गए हैं तो मानचित्र एक अलग प्रक्षेपण में हो सकता है या इसका उपयोग अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकता है समोच्च रेखाओं का घनत्व या अंतराल अलग हो सकता है और इसलिए जब आप दो टॉपोशीट को एक साथ संयुक्त करते हैं तो आपको निशान मिल सकते हैं इसलिए यह भारतीय परिपेक्ष में 1 किलोमीटर यू एस जी एस डी ई एम की ये समस्याएँ हैं हिमालय भू भाग के कारण भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए 90 मीटर रिज़ॉल्यूशन से बहुत सारी रिक्क्तियाँ आती हैं जैसा कि आप जानते हैं कि एसआरटीएम के दौरान इनसार तकनीक का उपयोग करके 1 किलोमीटर तथा 90 मीटर के दो रिज़ॉल्यूशन बनाए गए थे और अब यह लगभग 30 मीटर रिज़ॉल्यूशन में भी यह उपलब्ध है यह एएसटीईआर तकनीक पर आधारित है और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय के काफ़ी बड़े हिस्से पर बर्फ ही बर्फ है और इसलिए भिन्न पारद्युतिक स्थिरांक के कारण रेडार में इस तरह की समस्या आती है रेडार रिमोट सेंसिंग में आपको वांछित आंकड़ा नहीं मिलता है और इसलिए जब डीईएम बनाते हैं तो रिक्कतियां विकसित हो जाती हैं थोड़ी देर में हम देखेंगे कि कैसे रिक्तियों को हटाया जा सकता है लेकिन भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए 90 किलोमीटर रिज़ॉल्यूशन पर 1 किलोमीटर रिज़ॉल्यूशन तथा अन्य रिज़ॉल्यूशन पर भी रिक्तियाँ मिलती हैं इन रिक्कतियों को कोई दूसरे मान से या इन रिक्कतियों का मान रिज़ॉल्यूशन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं और उदाहरण के लिए यूएसजीएस डीईएम का स्थानिक रिज़ॉल्यूशन 1 किलोमीटर और ऊर्ध्वाधर रिज़ॉल्यूशन 100 मीटर है जो इस डीईएम का अल्पत घंटा या सटीकता या ऊर्ध्वाधर सटीकता है तो अलग अलग डीईएम होने के कारण डीईएम की स्थानिक और ऊर्ध्वाधर रिज़ॉल्यूशन अलग अलग होती है यूएसजीएस के साथ यही रिक्क्तियाँ एक समस्या है यहाँ लिया गया उदाहरण हिमाचल प्रदेश का है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक टोपोशीट हो सकती है और दूसरी टोपोशीट यहाँ हो सकती है और इसलिए यह बहुत साफ़ लगता है और यह यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है इसका घनत्व ज़्यादा हो सकता है या छोटे अंतराल के समोच्च या इनमे बड़े अंतराल के समोच्च भी हो सकते हैं और इसलिए हिमाचल प्रदेश या भारत के कई हिस्सों के डीईएम में 1 किलोमीटर रिज़ॉल्यूशन से निशान दिख सकते हैं यहाँ रिक्कतियाँ समस्या हैं इसलिए 90 मीटर रिज़ॉल्यूशन डीईएम में रिक्कतियाँ हैं और जीआईएस में रिक्कतियों को कोई मान नहीं मिलता है क्योंकि कोई मान यहां नियुक्त नहीं किया गया है यह 32768 है जोकि 0 शून्य नहीं है अब रिक्कतियों से कैसे छुटकारा पाया जाए क्योंकि जब हम इन रिक्कतियों से छुटकारा पा लेंगे तभी हम इसका उपयोग विभिन्न विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं एक तरीका है जो काफ़ी लोकप्रिय हो गया है की यूएसजीएस डीईएम में बड़े रिज़ॉल्यूशन वाले डिजिटल एलीवेशन मॉडल का उपयोग कर इन रिक्कतियों को हम भर देते हैं या इनको किसी मान से बदल देते हैं अगर हम इन दोनों का उपयोग करेंगे तो ये 3 रिक्कतियां खाली क्षेत्र के रूप में बन जाएँगी और बड़े रिज़ॉल्यूशन वाले डीईएम से फिर से उन रिक्कतियों का मान रख देंगे और इस तरह हमारे पास एक ऐसा डिजिटल एलिवेशन मॉडल है जो 90 मीटर रिज़ॉल्यूशन पर रिक्कतियों से मुक्त है लेकिन जहां 1 किलो मीटर का रिज़ॉल्यूशन है वहाँ रिक्कतियाँ आ सकती हैं इसलिए यदि आप जागरूक नहीं हैं तो आप यहां सुधार को देख नहीं पाएंगे लेकिन यदि आप इसके कुछ निश्चित भागों को बड़ा करके देखते हैं तो आप पाएँगे कि 1 किलो मीटर के रिज़ॉल्यूशन में कुछ निशान हैं यह 1 किलो मीटर के रिज़ॉल्यूशन वाला एसआरटीएम डीईएम है और यह 90 मीटर रिज़ॉल्यूशन वाला डीईएम अब रिक्ति मुक्त है और आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही बेहतर तथा सुगम लग रहा है रिमोट सेंसिंग में 4 तरह के रिज़ॉल्यूशन होते हैं और ये जीआईएस के क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं ये चार रिज़ॉल्यूशन हैं स्थानिक रिज़ॉल्यूशन स्पेक्ट्रल रिज़ॉल्यूशन रेडियो मैट्रिक रिज़ॉल्यूशन और सामयिक रिज़ॉल्यूशन जीआईएस में हम मुख्य रूप से स्थानिक रिज़ॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे हमने पहले से ही स्थानिक रिज़ॉल्यूशन पर चर्चा की है की यह एक छवि पर विभिन्न चीज़ें कितनी पास हैं इसका भेद करने की क्षमता को कहते हैं स्पेक्ट्रल रिज़ॉल्यूशन एक स्थान की चौड़ाई और चुने हुए λ बैंड λ band की संवेदनशीलता है या मूल रूप से यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक हिस्से का एक बैंडविड्थ है आजकल हमारे पास हाइपरस्पेक्ट्रल बैंड हैं इसका मतलब है कि बैंड बहुत संकीर्ण हो गए हैं और इसलिए हम कहते हैं कि यह एक उच्च स्पेक्ट्रम रिज़ॉल्यूशन डेटा है पहले रिमोट सेंसिंग तकनीक या सेंसर जैसे कि लैंडसैट एमएसएस में हमारे पास अपेक्षाकृत काफ़ी व्यापक बैंड थे और हम स्पेक्ट्रल रिज़ॉल्यूशन को एक बड़े बैंड वाला रिज़ॉल्यूशन कह सकते हैं पहले के सेंसर जैसे की लैंडसैट एमएसएस में हमारे पास केवल चार बैंड बैंड थे अब उपग्रहों पर ऐसे सेंसर उपलब्ध हैं जो 512 या 1024 या 256 बैंड पर लगभग सभी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के सभी हिस्सों पर आँकड़े प्राप्त कर सकता है प्रत्येक बैंड की चौड़ाई लगभग 1 माइक्रोन तक कम हो रही है लेकिन फिर से यह इस पर निर्भर करता है की आप किस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं और तीसरे प्रकार का रिज़ॉल्यूशन सामयिक रिज़ॉल्यूशन है जिसका अर्थ है समय के बीच जब उपग्रह परिक्रमा के बीच के समय में किए गये परीक्षणों से हैं क्योंकि उपग्रह लगातार घूम रहे हैं और इसलिए उनके पुनर्निरीक्षण का समय अलग होगा और रिज़ॉल्यूशन जितने बड़े होंगे पुनर्निरीक्षण का समय उतना काम होगा वहीं उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन काफ़ी बड़ा होने वाला है मान लीजिए कि यह एनओएए एवीएचआरआर है एनओएए उपग्रह है और एवीएचआरआर एक सेंसर है इसलिए अगर हम एनओएए एवीएचआरआर को देखें तो इसका पुनर्निरीक्षण समय दिन में लगभग दो बार है क्योंकि इसका रिज़ॉल्यूशन बड़ा है जोकि लगभग 1 किलोमीटर है लेकिन अगर कार्टोसैट आप की बात करें तब यह 22 दिनों के बाद फिर से निरीक्षण करता है क्योंकि यह बहुत छोटी पट्टी को देखता है और पूरे विश्व का निरीक्षण करने में इसे समय लगता है सामयिक रिज़ॉल्यूशन अलग अलग उपग्रहों के लिए अलग अलग बिट सेट तैयार करता है रेडियो मैट्रिक रिज़ॉल्यूशन जो अवलोकन की सटीकता के लिए है नाकि यह सही बिट का परीक्षण करता है जैसे की यह आँकड़ा 6 बिट्स का है या 7 बिट का या 8 बिट का आम तौर पर आजकल के अधिकांश सेंसर 8 बिट्स डेटा के होते हैं लेकिन रेडियो मैट्रिक रिज़ॉल्यूशन पे ऐसे सेंसर भी हैं जो अधिक डेटा वाले हैं जैसेकि एनओएए एवीएचआरआर जिसमें 11 बिट्स डेटा हैं तो अगर यह 8 चौड़ाई का डेटा है जोकि एक सामान्य मानक है इसमें पिक्सेल का मान 0 से 255 के बीच हो सकता हैं इसका मतलब है कुल 256 मान हो सकते हैं लेकिन अगर यह 7 बिट्स का है तो आप जानते हैं इसका मान 0 से 127 के बीच में होगा जिसका अर्थ है कि मानों की कुल संख्या है 128 होगी और अगर आई आर एस की तरह इसकी चौड़ाई 6 है तो समय सेंसर 6 बिट्स डेटा के होंगे और इसलिए वे 0 से 63 के बीच कुल 64 मान ले सकता है इसलिए समय बीतने के साथ रेडियो मैट्रिक रिज़ॉल्यूशन की तकनीक में लगभग हर जगह सुधार हो रहा है लेकिन सामयिक रिज़ॉल्यूशन में सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि अगर हम चलते हैं उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन को देखते हैं तो पुनर्निरीक्षण का समय बड़ा हो जाता है यह एक उल्टा चलन है अन्यथा स्थानिक रिज़ॉल्यूशन स्पेक्ट्रल रिज़ॉल्यूशन रेडियो मैट्रिक रिज़ॉल्यूशन में सुधार हो रहा है अब हम रिमोट सेंसिंग वाले को भाग को देखेंगे क्यूँकि जीआईएस में बहुत सारा आँकड़ा रिमोट सेंसिंग से आ रहा है और यही कारण है कि इस घटक के सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए आप जानते हैं कि इसे समझने के लिए हमें कुछ समय देना होगा क्योंकि रिज़ॉल्यूशन जैसा कि मैंने पहले बताया है कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल रिमोट सेंसिंग से ही आया है हम देखेंगे की कैसे रिमोट सेंसिंग में बिल्कुल वही चीजें हैं जो स्थानिक रिज़ॉल्यूशन को प्रभावित करती हैं जिसको हम विस्तार से देखेंगे उदाहरण यहाँ हैं कि जब आप एक बड़े रिज़ॉल्यूशन डेटा बनाते हैं कि इस तरह स्पष्टता गायब हो जाती है और हमारी तस्वीर या कोई सरल तस्वीर जैसा की हम देख सकते हैं कि अगर आप बड़े रिज़ॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं तो मूल रूप से वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा ही उपग्रहों की छवियों के साथ भी है और कभी कभी यह दिखाता है कि पिक्सेल का आकार आवश्यक रूप से रिज़ॉल्यूशन के बराबर नहीं है क्योंकि आजकल डेटा चयन करने की विभिन्न तकनीक उपलब्ध हैं अगर हमने डेटा एकत्र कर लिया है तो भी हम पिक्सेल के आकार को बदल सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रिज़ॉल्यूशन को बदलने जा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही वास्तव में है यहाँ हुआ है इसलिए हम अब यहाँ से पीछे की तरफ़ जा रहे हैं और आंकड़ों को चयनित कर रहे हैं इसका मतलब है जैसे यहाँ यह इनपुट छवि है और यदि आप हर दूसरे पिक्सेल को ऐसे देखें बड़े रिज़ॉल्यूशन के लिए इनपुट छवि यह है और फिर से अगर आप हर दूसरे पिक्सल पढ़ते हैं तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा यह चयन करने की विभिन्न तकनीक़ें हैं लेकिन ऐसा पीछे की तरफ़ जाना आम नहीं है लेकिन लोग इसे फिर से इसे छोटे पिक्सेल के आकार में चयनित करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी अन्य आँकड़ों के साथ इसे मिलते हैं लेकिन इससे आपके आँकड़ों के रिज़ॉल्यूशन में कोई सुधार नहीं होने वाला है यह केवल x और y दिशा में ख़ुद को फिर से दोहराएगा लेकिन समान इनपुट से पिक्सेल का मूल्य बढ़ जाएगा है यही कारण है कि यह कहा जाता है कि पिक्सेल का आकार आवश्यक रूप से रिज़ॉल्यूशन के बराबर नहीं होता है अब क्योंकि जीआईएस में बहुत सारे आँकड़े रिमोट सेंसिंग से आते हैं इसलिए अब हम एक हैं महत्वपूर्ण शब्द आईएफओवी जिसका अर्थ है इंस्स्टैंटेनियस फ़ील्ड ऑफ़ वीव को समझेंगे तो इंस्स्टैंटेनियस फ़ील्ड ऑफ़ वीव मूलतः एक ठोस कोण है जबकि रिज़ॉल्यूशन को हम एक वर्गाकार मानते हैं जब इसे अधोबिन्दु से मूलतः सेंसर के ठीक नीचे विकसित किया जाता है तो आईएफओवी बिलकुल क्रम में रहेगा और जैसे की अपेक्षित है लेकिन जैसे ही आप सेंसर से दूर जाते हैं और यह अधोबिन्दु से दूर या यूँ कहे की तिरछा हो जाएगा तब हमें सटीक वर्ग के बजाय आयत प्राप्त होने लगेगा और फिर जटिलता आनी शुरू हो जाएगी लेकिन जब छवि बनती है तो हम हमेशा मान लेते हैं कि पिक्सेल या सेल एक वर्ग को प्रदर्शित करता है आईएफओवी ठोस कोण है जबकि जमीन पर इसे हम वर्ग या आयत के आकार में मानते हैं मूलतः यह एक वर्ग ही है तो चूँकि छवि का रिज़ॉल्यूशन अपेक्षाकृत छोटी या बड़ी हो सकती है तो पृथ्वी की वक्रता बहुत महत्वपूर्ण होगी और केंद्रीय भाग की अपेक्षा में किनारों पर ये चित्र जो पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है पर है किनारों पर रिज़ॉल्यूशन की स्पष्टता कम हो जाएगी और इस उदाहरण को एनओएए एवीएचआरआरर के आँकड़ों के साथ देखते हैं क्योंकि यहाँ समुद्र चौड़ाई लगभग 2800 किलोमीटर है तो छवि के केंद्र में पृथ्वी का प्रतिरूप वास्तव में एक वर्ग के जैसा है लेकिन जब हम समुद्र के किनारे को देखें तब पृथ्वी की वक्रता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा इसलिए हम एक वर्गाकार क्षेत्र को आयताकार क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसलिए ये विकृतियाँ हैं और इस छवि के किनारों पर केंद्रीय क्षेत्र की अपेक्षा में उतना स्पष्ट नहीं है तो यह ज़मीनी रिज़ॉल्यूशन तत्व आईएफओवी और ऊंचाई के बराबर है आम तौर पर ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह चाहे लैंड्सैट एनओवीएए कार्टोसैट की ऊंचाई पर निर्भर करता है यह सभी उपग्रह लगभग 940 किलोमीटर की ऊँचाई पर या 10 किलोमीटर ऊपर नीचे भी हो सकता है पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं तो आप ऊँचाई लगभग स्थायी मान सकते हैं लेकिन यदि यह एक बहुत अधिक रिज़ॉल्यूशन वाली छवि है तब आईएफओवी का मान बहुत छोटा होगा और इसलिए इस ज़मीनी रिज़ॉल्यूशन का मान जोकि दूरी या क्षेत्र हो सकता है काफ़ी कम रहने वाला है और इसे हम उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन कहते हैं संकल्प उदाहरण के रूप में इसे यहां दिखाया गया है लेकिन जब हम एक विस्तृत कोण को देखते हैं तो यह कुछ ऐसा होता है लेकिन जब हम बहुत संकीर्ण रिज़ॉल्यूशन के साथ इसे देखते हैं हो तो हमें चाची में काफी कम विकृतियों दिखेंगी और अन्य इसमें चीजें नहीं आएंगी यह उपग्रह के मामले में ऐसा नहीं दिखायी देगा लेकिन का यहाँ समोच्च रेखाएं एक समान होंगी जब आप फोटोग्राफी में चौड़े कोणों का उपयोग करते हैं का तो यह एक सपाट फिल्म या फोटोग्राफिक पेपर में घुमावदार क्षेत्र को समतल क्षेत्र जैसा प्रदर्शित करता है लेकिन जब आप इसे बड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से यह वक्रता नहीं दिखेगी तो इसलिए हमारे लिए आईएफओवी ऊंचाई तथा जमीनी रिज़ॉल्यूशन को समझना एक महत्वपूर्ण विषय है इसके अलावा सेंसर में यह इस ज्यामितीय आईएफओवी के माध्यम से इसका निर्माण कुछ इस प्रकार किया जा सकता लेकिन ज़मीन पर यह इस इतने क्षेत्र को में फैला हुआ है अब यह इस प्रस्तुति की अंतिम स्लाइड है और हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या स्थानिक रिज़ॉल्यूशन हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है और यह समझाना बहुत कठिन है की हमारी आवश्यकताओं के आधार पर या परियोजना के आधार पर हमें कौन सा स्थानिक रिज़ॉल्यूशन चुनना चाहिए सकूल्टज और बैरेट ने 1999 में यह नीला ग्राफ या एक आकृति को प्रस्तावित किया था विभिन्न परियोजनाओं की विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर हमें यह निर्धारित करना होता है कि कौन से उपग्रह या स्थानिक रिज़ॉल्यूशन आकड़े ठीक हैं यह रिज़ॉल्यूशन समय के लिए है वांछनीय क्षेत्र में अभी यह 89 वें क्षेत्र में था और हम मान रहे थे कि सभी आँकड़े इस क्षेत्र से आ रहे हैं उदाहरण के लिए यदि मैं रेडार डेटा बोलता हूँ तो उस समय रेडार डेटा रिज़ॉल्यूशन लगभग 1000 मीटर था जिसका अर्थ है 1 किलोमीटर इसी तरह वर्तमान में की इस एनओवीएए श्रृंखला के उपग्रह आँकड़ों का रिज़ॉल्यूशन भी 11 किलोमीटर या इसके आसपास है बेशक आप अपेक्षाकृत बड़े रिज़ॉल्यूशन पर भी छवि बनाना चाहेंगे चाहे आधे घंटे या फिर प्रत्येक 12 घंटे के बाद ही सही और फिर हमारे पास कुछ अन्य उपग्रह हैं जैसे आईआरएस या लैंडसैट अभी नवीनतम लैंडसैट एट ओएलई सीरीज़ है और इस क्षेत्र में इनका रिज़ॉल्यूशन निश्चित रूप से लगभग 30 मीटर या 15 मीटर या 10 मीटर है तो यह इतना स्थानांतरित हो गया है लेकिन अब समय के चक्रित होने की वजह से सामयिक रिज़ॉल्यूशन अभी भी यह रहेगा है जैसकी मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि जब स्थानिक रिज़ॉल्यूशन उच्च होता है तो सामयिक रिज़ॉल्यूशन कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में उपग्रह का पुनर्निरीक्षण समय बहुत अधिक होने वाला है जैसा की एनओएए के मामले में रिज़ॉल्यूशन अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये ऐसे होता की ये हर 12 घंटे के बाद भी आ सकते हैं और इस तरह दिन में दो बार परीक्षण हो सकता है अपेक्षाकृत बड़े रिज़ॉल्यूशन आँकड़ों के साथ पुनर्निरीक्षण का समय बहुत छोटा होता है क्योंकि इसमें पृथ्वी के परीक्षण का क्षेत्र बहुत बड़ा है उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन आँकड़ों के मामले में इसकी चौड़ाई 11 किलोमीटर तक भी हो सकती है इसलिए अगर हम इसकी तुलना एनओएए आँकड़ों से करें जिसमें यह 20000 किलोमीटर होता है और उच्च रिज़ॉल्यूशन आँकड़ों के साथ इसकी चौड़ाई 121 किलोमीटर तक भी हो सकती है इसलिए जब हम एनओएए आँकड़ों के साथ तुलना करते हैं एक पुनर्निरीक्षण चक्र या पुनरावृत्ति या सामयिक रिज़ॉल्यूशन तो यह अपेक्षाकृत बहुत कम होता है अंतिम में मैं यह बताना चाहुँगा की उपग्रह डेटा या उसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल है में से आपको परियोजना के आधार पर आपको अपने आँकड़ों के लिए उपयुक्त स्थानिक रिज़ॉल्यूशन चुनना होगा किसी परियोजना में इन आँकड़ों के लिए मूल आँकड़े के साथ कौन कौन सी अंतर्निहित त्रुटियाँ या समस्याएं जुड़ी हुई हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जीआईएस में त्रुटियां हैं प्रवर्धित होती हैं हमें उन त्रुटियों को जानना चाहिए जो पहले से ही अंतर्निहित हैं जो त्रुटियां पहले से ही इनपुट डेटासेट में हैं चाहे वह डिजिटल एलिवेशन मॉडल और चाहे यह आपका उपग्रह का आँकड़े हों जिसका उल्लेख पहले भी किया गया था कि हमें इन मेटा डेटा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए यदि आप एएसटीईर जीडीईएम का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इसकी सटीकता का पता होना चाहिए इसे कैसे प्राप्त किया गया है और इसलिए आपको अपनी परियोजना के सभी विवरणों को अंकित करना चाहिए इसी तरह यदि आप उपग्रह के आँकड़ों का उपयोग कर रहे हैं मान लीजिए लैंडसैट एट के आँकड़े का तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन सा आँकड़ा उपयोग में ले रहे हैं इसमें कौन सा रिज़ॉल्यूशन थाकौन सा बैंड या स्पेक्ट्रल डेटा इन सभी विवरणों को दर्ज किया जाना चाहिए ताकि जब भी सटीकता या समय या किसी अन्य आँकड़े का विवरण माँगा जाए तो आप इसकी जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम हों